हमने अपने पिछले व्याख्यान में ब्लॉक की प्लेसमेंट के लिए सिम्युलेटेड एनीलिंग तकनीक को देखा तो यह एक ऐसी तकनीक थी जो कांच या धातुओं के अनावरण की प्रक्रिया से कुछ सादृश्य का उपयोग कर रही थी जिस तरह से वे क्रिस्टलीकृत होते हैं अब इस व्याख्यान में हम प्लेसमेंट के लिए एक और तरीका देख रहे हैं जो फिर से भौतिकी की एक और समस्या स्प्रिंग्स की संपत्ति स्प्रिंग्स की लोच से समानता लेता है कुछ प्रसिद्ध सिद्धांतों में आपने हुक के सिद्धांत के बारे में सुना होगा तो यह मूल रूप से स्प्रिंग्स की कुछ संपत्ति और उनकी संतुलन स्थिति पर आधारित है आइए हम उस समस्या को देखें इस विधि को बल निर्देशित प्लेसमेंट कहा जाता है अब जैसा कि मैंने कहा था यह विधि यह प्लेसमेंट समस्या और यांत्रिकी की एक बहुत ही शास्त्रीय समस्या के बीच समानता की समानता की खोज करती है जो स्प्रिंग्स से जुड़ी निकायों की एक प्रणाली है मैं यहां व्याख्या देने के लिए एक उदाहरण लूंगा तो निकायों का एक समूह है जो स्प्रिंग्स से जुड़ा हुआ है यह वह सादृश्य है जिसे हम यहां खींच रहे हैं इसलिए हम इस पर थोड़ी देर बाद आएंगे यह प्लेसमेंट समस्या के संबंध में एक समानता है जहां हम कहते हैं कि जिन ब्लॉकों को हम जगह देना चाहते हैं जो एक दूसरे से नेट से जुड़े हैं वे एक दूसरे पर आकर्षक बल डालते हैं बल का परिमाण सीधे उन ब्लॉकों के बीच की दूरी के आनुपातिक होता है जो मैकेनिक्स में हुक के सिद्धांत के अनुरूप होते हैं आइए हम पहले यह समझाने की कोशिश करते हैं तो हम हुक के नियम से शुरू करते हैं हुक का नियम क्या है हुक का नियम एक स्प्रिंग के गुण से संबंधित है कि कैसे स्प्रिंग को खींचने या दबाने से एक शरीर या एक द्रव्यमान जोकि स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है उस पर बल डलता है तो आईये देखते हैं मान लीजिए कि हमारे पास दो द्रव्यमान हैं आइए हम उन्हें m1 और m2 कहते हैं जो एक स्प्रिंग से जुड़े होते हैं बता दें कि इन दोनों अंगों के बीच की दूरी d है तो एक स्प्रिंग के लिए आप जानते हैं कि अगर मैं स्प्रिंग को खींचता हूं तो अगर मैं इसे इस दिशा में खींचता हूं और फिर छोड़ दूँ यह फिर से यहां वापस आ जाएगा या यदि मैं इसे इस दिशा में धकेलता हूं और अगर मैं इसे छोड़ता हूं तो यह फिर से मूल स्थिति में वापस आ जाएगा इसलिए जब भी मैं किसी स्प्रिंग को खींचता हूं या जोर लगाता हूं या इस पर अगर बल लगता है तो वह वापस दूसरी दिशा में चला जाता है तो स्प्रिंग पर लगाया गया बल उस दूरी के समानुपाती होता है जो स्प्रिंग के दो सिरों को अलग करती है यह m1 और m2 तो आप F को कुछ स्थिर k गुणा d के बराबर लिख सकते हैं जहाँ यह स्थिर k स्प्रिंग स्थिरांक कहलाया जाता है तो यह स्प्रिंग की गुणवत्ता पर निर्भर करता है यदि यह बहुत मजबूत स्प्रिंग है तो k का मूल्य बहुत बड़ा होगा लेकिन यदि यह बहुत कमजोर स्प्रिंग है तो k का मान कम होगा तो F और d के बीच यह आनुपातिकता यह अपनी लोच की सीमा के भीतर इस स्प्रिंग सामग्री के लिए आयोजित करेगा देखें यदि आप एक निश्चित सीमा से आगे इस स्प्रिंग को खींचते हैं तो सामग्री में कुछ स्थायी क्षति हो सकती है अब कुछ स्थायी विकृति हो सकती है जिसे हम कहते हैं कि यह लोच की सीमा से परे है जिसका मतलब है कि यदि आप इसे छोड़ते हैं हैं तो बॉडी m2 वापस अपनी मूल स्थिति में नहीं आएगा स्प्रिंग का कुछ हिस्सा स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोच की सीमा में F और d की समानुपातिकता है तो यह दो स्प्रिंग्स के लिए है अब हम प्लेसमेंट की समस्या पर ध्यान दें क्योंकि हमारे पास दो ब्लॉक हैं एक ब्लॉक B1 और एक ब्लॉक B2 है हम कहते हैं कि एक और ब्लॉक B3 है इसलिए जो मैं समझता हूं कि B1 और B2 के बीच 5 कनेक्शन तार और जाल हैं 5 नेट चल रहे हैं B2 और B3 के बीच 2 हैं B1 और B3 के बीच 3 हैं इसलिए एक सादृश्य आकर्षित कर सकते हैं तो मैं जो कहता हूं वह यह है कि आप प्लेसमेंट समस्या में देखते हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जो दो ब्लॉक अधिक मजबूती से एक साथ जुड़े हुए हैं हम उन्हें यथासंभव एक साथ रखने की कोशिश करते हैं लेकिन यदि वे इतने करीब नहीं हैं दृढ़ता से जुड़े हुए तो हम यहां थोड़ा प्रयास कर सकते हैं इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि यह समस्या मैं तीन निकायों B1 B2 और B3 के रूप में समान रूप से संशोधित कर सकता हूं जो तीन स्प्रिंग्स से जुड़े होते हैं जिनके स्प्रिंग स्थिरांक 5 के बराबर k 2 के बराबर और k 3 के बराबर होते हैं क्योंकि यह स्प्रिंग विशेष रूप से लगातार स्प्रिंग स्थिरांक के उच्चतम मूल्य के साथ सबसे मजबूत है यह B1 B2 को खींच कर करीब लाएगा इसलिए यदि आप निकायों की इस प्रणाली को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए को छोड़ देते हैं तो वे अंततः एक विन्यास में बस जाएंगे जिसे तथाकथित संतुलन स्थिति कहा जाता है प्रत्येक शरीर पर शुद्ध बल 0 होगा अन्य स्प्रिंग्स भी जुड़े हो सकते हैं इसलिए मैं केवल 3 दिखा रहा हूं क्योंकि अगर यह केवल 3 संतुलन की स्थिति है तो वे सभी एक साथ आएंगे लेकिन अन्य दिशाओं में भी अन्य खींचने वाली ताकतें हैं तो सादृश्य इस तरह है हमारे पास एक स्प्रिंग है हमारे पास अंतर कनेक्शन लाइनें हैं अब सादृश्य यह है कि हुक के नियम कहते हैं कि बल दूरी के अनुपात में होगा यहां भी एक ही बात है मान लें कि यह d दो ब्लॉक B1 और B2 के बीच की दूरी है तो B1 और B2 के बीच की आकर्षक ताकतें लाइनों की संख्या के बराबर होंगी यह k दूरी के साथ गुणा किया जाता है बिल्कुल हुक के नियम की तरह तो इस तरह की समानता या उपमा आप आकर्षित कर रहे थे और इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम मॉड्यूल रखने के लिए इस विशेष विधि को तैयार कर रहे हैं तो चलिए फिर से इस स्लाइड पर वापस आते हैं हम कह रहे हैं कि एक दूसरे से जुड़े ब्लॉक आकर्षक बलों को ठीक उसी तरह से लगाने वाले हैं जैसे कि वे स्प्रिंग्स द्वारा जुड़े हुए हैं इस बल का परिमाण दूरी के लिए आनुपातिक है यह भी मैंने कहा है और जब आप उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ देंगे तो अंतिम कॉन्फ़िगरेशन वह होगा जिसमें सिस्टम संतुलन प्राप्त करता है इसलिए जब मैं कहता हूं कि प्रणाली संतुलन प्राप्त करती है तो आइए इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि मेरे पास तीन बॉडी हैं हम उन्हें ब्लॉक B1 B2 कहते हैं और मान लीजिए B3 यहाँ हैं इसलिए मैं मान रहा हूँ कि ये तीन B1 B2 B3 हैं हम उन ब्लॉकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हे पहले से ही फ़्लोरप्लान पर रखा गया है मान लीजिये हमारे पास एक पूर्ण कस्टम डिज़ाइन है जहां हमने B1 को यहां रखा है हमने B3 को यहां रखा है हमने यहां B2 को रखा है अब जो हम अब विचार कर रहे हैं एक चौथा ब्लॉक B4 है हम इसे रखने के लिए एक अच्छे स्थान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह B4 मैं इसे एक बॉडी B4 द्वारा निरूपित कर रहा हूं मैं इसे एक आयत में दिखा रहा हूं जैसे कि इन तीनों को पहले से ही रखे गए B1 B2 B3 ब्लॉक के साथ स्प्रिंग्स द्वारा जोड़ा हुआ है तो उनकी कनेक्टिविटी k1 k2 k3 हो सकती है अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस स्थिति में मैं B4 को मुक्त करता हूं इसलिए B4 को चारों ओर घूमने दें और इसे अंतिम स्थिति तक पहुंचने दें जो कि इसकी संतुलन स्थिति होगी मान लें कि B4 की अंतिम स्थिति यह है यदि आप B4 को मुक्त करते हैं इसकी अंतिम स्थिति इसके साथ होगी तो B1 को इस से जोड़ा जाएगा इसे इस से जोड़ा जाएगा तो अंतिम स्थिति में ब्लॉक B4 पर लगाया गया कुल बल 0 के बराबर होगा यह संतुलन की परिभाषा है इसलिए जब आपके पास यह संतुलन होता है तो हम कहते हैं कि हमने ब्लॉक B4 लगाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति का पता लगा लिया है यह बल द्वारा निर्देशित प्लेसमेंट के पीछे मूल अवधारणा है इसलिए यदि आप सामान्य रूप से इसे फिर से देखें कि अगर इस तरह के दो ब्लॉक हैं मान लीजिये B1 और B4 कहें तो आपके पास अंतर कनेक्शन हैं वजन मान लीजिये w14 है तो इससे जुड़ने वाली कितनी लाइनें हैं इन ब्लॉकों के बीच की दूरी को मान लीजिये d14 कहते हैं तो इन दोनों ब्लॉकों B1 और B4 के बीच आकर्षण का बल w14 को d14 से गुणा किया जाएगा ठीक उसी तरह जैसे हुक का नियम जो भी कहता है यह दूरी के अनुपात में w14 स्थिर होगा तो फिर कई अन्य सेल से जुड़ा एक सेल एक बल का अनुभव करेगा अच्छी तरह से मैं इस एक्सप्रेशन को समझाऊंगा मुझे पहले एक सरल परिदृश्य पर काम करने दें फिर यह सराहना करना आसान होगा मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह का एक परिदृश्य है मेरे पास एक ब्लॉक i है जिसे मैं रखना चाहता हूं पहले से ही चार ब्लॉक हैं जिन्हें पहले से रखा गया है आइए इन्हे 1 2 3 और 4 कहते हैं इसलिए इनमें से प्रत्येक ब्लॉक कुछ आकर्षक बलों को उत्पन्न कर रहा है तो 'i' को 1 अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है 2 अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है 3 अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है और 4 अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है अब यह इस पर निर्भर करता है कि मान लीजिये इस वज़न को wi1 wi 2 wi3 और wi4 कहते हैं तो ब्लॉक Fi पर लगाए जाने वाले कुल बल को w1 द्वारा di1 में निरूपित किया जाएगा जहां di1 दूरी है जो di1 di1 है इसी तरह यह di2 होगा यह di3 होगा और यह di4 होगा तो i पर लगाई गई कुल शक्ति wi2 di2 प्लस wi3 di3 और wi4 di4 होगी अब आप जो करना चाहते हैं वह यह है कि आपको कुछ समीकरणों को हल करना होगा और i के लिए उस स्थान का पता लगाना होगा जिसके लिए यह बल 0 हो जाएगा क्योंकि उनमें से कुछ ब्लॉक दायीं दिशा में खींच रहे होंगे कुछ ब्लॉक बाईं दिशा की ओर खींच रहे होंगे तो उस प्लस और माइनस में एक संकेत होगा कुल योग को x दिशा में और y दिशा दोनों में 0 होना चाहिए तो यह वही है जो मैंने यहां दिखाया है एक सामान्य रूप में स्लाइड में उल्लेख किया गया है जहां एक सेल अन्य j संख्या सेल द्वारा आकर्षित होता है तो यह होगा यह कुल बल होगा जहां i और j के बीच wij कनेक्शन की संख्या है जो कि कनेक्शन का वजन है और d ij दूरी को सूचित करेगा मैंने जो अभी उल्लेख किया है यदि मैं सेल i को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता हूं तो यह प्रमुख बल की दिशा की ओर अग्रसर होगा और इसकी अंतिम स्थिति में जिसे कभी कभी 0 बल लक्ष्य स्थान कहा जाता है परिणामी बल Fi शून्य हो जायेगा इसलिए यदि हम सेल i को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं तो यह स्वचालित रूप से आएगा और इसके अंतिम में आराम करेगा जिसे 0 बल लक्ष्य स्थान कहा जाता है इसलिए हमारा उद्देश्य 0 बल लक्ष्य स्थान के समन्वय का पता लगाना है ताकि हम यह तय कर सकें कि उस ब्लॉक को रखने के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा है तो इस तरह से यदि आप एक के बाद एक पुनरावृत्ति करते हैं तो हम सेल को प्रतिस्थापित करते हैं इसलिए जब सभी सेल अपने 0 बल स्थानों पर जाते हैं तो कुल तार की लंबाई कम से कम होने की उम्मीद है यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जिन दो ब्लॉकों में उनके बीच अधिकतम संख्या में तार हैं उनमें अधिकतम बल होगा इसलिए उन्हें एक साथ करीब आने की उम्मीद है यह मूल विचार है तो आइए हम एक सरल गणना करें तो एक बल आप यांत्रिकी के बारे में जानते हैं कि दो आयाम वाले सतह में एक बल के अपने x घटक और y घटक होंगे तो हम अलग से बल के x घटकों और y घटकों को 0 के बराबर कर रहे हैं और समन्वय के लिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो सेल के लिए मान लीजिये कि xi0 और yi0 0 बल लक्ष्य स्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे तो तब इस अंतिम स्थान पर सेल i पर लगने वाला कुल बल x दिशा में wij xj0 माइनस xi0 होगा यह j अन्य सभी ब्लॉक है और i है j के लिए यह 0 वास्तव में आवश्यक नहीं है तो आपको 0 की आवश्यकता केवल i के लिए है क्योंकि मैंने उल्लेख किया है कि अन्य सभी ब्लॉक पहले से ही 0 0 बल लक्ष्य स्थान में हैं इसलिए मैं यहां 0 दिखा रहा हूं लेकिन इन समीकरणों में हम xi0 में अधिक रुचि रखते हैं तो x दिशा में दो ब्लॉकों के बीच की दूरी वजन से गुणा xj माइनस xi होगी इसी तरह y दिशा में दोनों ब्लॉकों के बीच की दूरी को yj माइनस yi0 को वजन से गुणा किया जाएगा तो यदि आप इन दोनों को अलग से 0s के बराबर करते हैं इसका मतलब है शुद्ध बल x और y दिशा की ओर 0 होगा यदि आप इसे हल करते हैं तो आपको xij का मान मिलता है मैं इसके बजाय यहां xi0 लिख रहा हूं यहां yi0 के बजाय मैं yj yj0 लिख रहा हूं तो इस तरह के भावों द्वारा x और y मानों द्वारा अंतिम स्थान दिया जाता है इसलिए यदि मैं अन्य सभी ब्लॉकों के निर्देशांक और उनके कनेक्शन के भार को जानता हूं तो हम 0 बल लक्ष्य स्थान के मूल्य की गणना कर सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से हमें स्पष्ट रूप से जांचना चाहिए कि जब हम लक्ष्य समन्वय उत्पन्न कर रहे हैं तो कोई ओवरलैप नहीं है क्योंकि आप ऐसे लक्ष्य समन्वय उत्पन्न कर रहे हैं जो पहले से ही व्याप्त है तो आपको ब्लॉक को पास के स्थान पर रखना होगा इसलिए आइए हम विस्तार से समझने के लिए एक छोटा उदाहरण देखें तो समस्या को बाईं ओर आरेख में दिखाया गया है आप दायीं और पर आरेख को अस्थायी रूप से अनदेखा कर दें क्योंकि यह अंतिम समाधान का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन हम इस पर पहुंचेंगे आप इस उदाहरण में देखते हैं कि मैंने चार इनपुट आउटपुट पैड दिखाए हैं जो कि इन आउट वीडीडी जमीन और एक गेट का संकेत देते हैं इसलिए मैं सरलता के लिए मान रहा हूं कि मेरे पास तीन बाय तीन ग्रिड संरचना हैं समझने के लिए एक बहुत छोटी उप समस्या है जहां चार पैड पहले से ही चार कोने आयतों में पहले से रखे गए हैं वीडीडी यहां है आउट यहां है इन यहाँ और यहाँ जमीन है अब हमारी समस्या यह है कि इस इनवर्टर इस गेट को लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह का पता लगाया जाए तो 1 2 3 4 5 स्थान उपलब्ध हैं तो इन 5 स्थानों में से कौन सा स्थान इस गेट को लगाने के लिए सबसे अच्छा है इसलिए यहां जो कुछ भी उपलब्ध है वह तारों का भार दिया गया है खैर ये संख्या केवल दृष्टांत उद्देश्यों के लिए है यह मत सोचिये कि वीडीडी का वजन 8 क्यों है और जमीन का वजन 3 है ये केवल कुछ संख्याएं हैं तो हम कहते हैं कि w vdd यह वजन या यह रेखा 8 है और w out 10 है w in 3 है और ग्राउंड भी 3 है तो हमारा उद्देश्य इस गेट के 0 बल लक्ष्य स्थान का पता लगाना है तो यह हमारा तीन बाय तीन ग्रिड है हम मान रहे हैं कि 0 0 इस सेल को इंगित करता है यह 10 20 है यह 01 11 21 02 और 22 है जो कि प्रथा है तो बस हम उस समीकरण का अनुसरण कर रहे हैं जिसे हमने कुछ समय पहले प्राप्त किया था आइए सबसे पहले हमारे द्वारा व्युत्पन्न समीकरण के अनुसार 0 बल x निर्देशांक की गणना करें तो wij मान पहले से ही ज्ञात हैं जैसे कि 8 10 3 और 3 इसलिए भिन्न के ऊपर का अंक wij गुणा xj का परिणाम यह होगा इसमें चार j के vdd आउट इन और ग्राउंड हैं इसलिए w vdd x vdd प्लस w out x out w in x in और विभाजक में w ground x ground सभी वज़न का योग होगा तो आप मान डालते हैं वजन 8 10 3 और 3 है w vdd 8 है और x vdd है vdd के लिए x समन्वय क्या है 0 यह 02 है बाहर वजन के लिए 10 है x समन्वय 2 10 में 2 है एक्स के लिए x निर्देशांक में फिर से 0 3 में 0 है ग्राउंड x के लिए समन्वय फिर से 2 20 3 में 2 है तो अगर आप गणना करते हैं कि यह 24 से 26 तक 183 आता है इसी तरह यदि आप 0 बल की गणना करते हैं तो मेरा मतलब है कि इस समीकरण का उपयोग करके समन्वय करें यह समान होगा तो समीकरण इस y vdd y out इत्यादि की तरह होगा इसलिए इस y vdd 8 में vdd y के लिए समन्वय 2 0 2 है y आउट भी 2 है लेकिन इन और ग्राउंड और y समन्वय 0 है इसलिए यह 0 और 0 है इसलिए यह 16 और 20 36 तक आता है और यह 24 है तो आपको 15 मिलेगा इसलिए 0 बल स्थान की गणना 1083 और 15 के रूप में की गई है और यदि आप इसका एक राउंड करते हैं तो 1 2 निकटतम पूर्णांक मान आता है तो 1 2 यह सेल होगा तो अंतिम समाधान दिखाया गया है तो इस विशेष समस्या के लिए इस गेट को ग्रिड के भीतर इस स्थान पर रखा जाना चाहिए तो यह मूल विचार है कि बल निर्देशित प्लेसमेंट आप कह सकते हैं कि अभी हमने जो उप समस्या देखी थी वह यह है कि कुछ अन्य j संख्यों जितने ब्लॉक पहले से ही रखे हैं मैं एक नया ब्लॉक i लगाने का प्रयास कर रहा हूँ तो i का क्या समन्वय होना चाहिए जिससे कि कुल बल बाहरी j ब्लॉक द्वारा i पर लगाया जा रहा बल दोनों x दिशा में और y दिशा में भी 0 हो अब इसलिए हमने एक ब्लॉक को रखने के लिए उप समस्या पर ध्यान दिया है यह मानते हुए कि अन्य j ब्लॉक को रखा गया है अब इस दृष्टिकोण का उपयोग रचनात्मक प्लेसमेंट के लिए किया जा सकता है रचनात्मक प्लेसमेंट का मतलब है कि मान लीजिये मेरे पास 100 ब्लॉक हैं मैं उन सभी को रचनात्मक तरीके से रखना चाहता हूं जिसका मतलब है कि मैं उन्हें एक एक करके किसी क्रम में रख रहा हूं इसलिए धीरे धीरे मैं प्लेसमेंट का निर्माण कर रहा हूं रचनात्मक का मतलब कुछ है जो आकार में बढ़ता है जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है तो रचनात्मक प्लेसमेंट बहुत सरल है यह आपके द्वारा चुने गए कुछ प्रारंभिक प्लेसमेंट से शुरू होता है शुरुआत में प्रारंभिक नियुक्ति शून्य है वहां कुछ भी नहीं है इसलिए आप एक समय में एक मॉड्यूल का चयन करते हैं इसके 0 बल स्थान की गणना करते है और इसे वहां लगाने का प्रयास करते है बेशक वहाँ कुछ हेउरिस्टिक का उपयोग कर आप प्राप्त समाधान पर सुधार करने के लिए पुनरावृति कर सकते हैं अब जिस क्रम में आप इन कोशिकाओं को प्लेसमेंट के लिए ले जाते हैं यह या तो रैंडम हो सकता है या उदाहरण के लिए कुछ हेउरिस्टिक द्वारा संचालित किया जा सकता है इसका मतलब है कि आप जिस भी स्तर पर होते हैं आप सभी शेष सेल पर विचार करते हैं उदाहरण के लिए 100 में से मैंने पहले ही 40 सेल को प्लेस किया है 60 शेष हैं इसलिए मैं शेष 60 सेल में से प्रत्येक के लिए गणना करता हूं जिसके लिए Fi का मूल्य अधिकतम हो रहा है तो अगर मैं अस्थायी प्लेसमेंट के साथ आया हूं तो अस्थायी प्लेसमेंट के लिए जो अधिकतम हो रहा है तो आप उस सेल का चयन करें जिसके लिए Fi अधिकतम है और इसके लिए एक नया स्थान बनाने का प्रयास करें गणना करें बेशक यहां मैं मान रहा हूं कि मैं किसी तरह के रैंडम प्लेसमेंट के साथ शुरू कर रहा हूं उन्हें एक एक करके नहीं रख रहा हूं इसलिए मैं बेतरतीब ढंग से फर्श पर 100 सेल को रख रहा हूं लेकिन एक एक करके मैं उनके 0 बल स्थान का पता लगाने के लिए अनुकूलन के लिए विचार कर रहा हूं इसलिए ऐसी कई हेउरिस्टिक हैं जो प्रस्तावित की गई हैं कि जब आप किसी ब्लॉक या सेल के 0 बल स्थान की गणना करते हैं इसलिए यदि आप पाते हैं कि 0 बल स्थान पर पहले से ही किसी अन्य सेल q द्वारा कब्जा कर लिया गया है तो विचारधीन सेल मान लीजिये p आपके पास इसके लिए कई विकल्प हैं आप p को स्थानांतरित करते हैं आप p को q में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि p पर पहले से ही कब्जा है आप p को एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जो q के करीब है जैसे कि इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी नंबर दो आप का मूल्यांकन है कि क्या होगा अगर हम p और q का विनिमय कर दें इसलिए यदि आप p और q का आदान प्रदान करते हैं और देखते हैं कि लागत कम हो रही है तो आप बस विनिमय स्वीकार कर सकते हैं रिपल मूव का मतलब है कि हम किसी प्रकार की रिपलिंग या चेन रिएक्शन करते हैं जैसे कि आप सेल p को उस स्थान पर रखते हैं जिसकी गणना की गई है जो q द्वारा कब्जा कर लिया गया है और q के लिए p के नए स्थान के साथ आप नए 0 बल स्थान की गणना करते हैं आप उस स्थान पर q लगाते हैं यदि आप देखते हैं कि वह स्थान किसी अन्य सेल r द्वारा भी व्याप्त है तो आपको r के लिए यह 0 स्थान मिल जाता है इस तरह से आप तब तक दोहराते हैं जब तक कि अंत में सभी सेल स्थान नहीं हो जाते और अंत में एक श्रृंखला चाल है आप रिपल मूव की तरह हर बार 0 बल स्थान को पुन गणना नहीं करते हैं लेकिन आप सेल p को गणना स्थान में ले जाते हैं और सेल q जो उस स्थान पर पहले से कब्जा कर रहा है आप इसे एक आसन्न स्थान पर स्थानांतरित करते हैं यदि आसन्न स्थान भी किसी अन्य सेल r द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो आप r को किसी आसन्न स्थान पर ले जाते हैं और इसी तरह जैसे आप सभी सेल को मूल रूप से स्थानांतरित कर रहे हैं जब तक कि एक मुक्त स्थान अंततः नहीं मिल जाता है इसलिए हमने बल निर्देशित शेड्यूलिंग और रचनात्मक प्लेसमेंट मामले को देखा है जहां स्प्रिंग्स से सादृश्य का उपयोग करके जिस तरह से एक बॉडी पर स्प्रिंग्स द्वारा बल डाला जाता है हम ब्लॉक लगाने के लिए सबसे अच्छा स्थान भी पता लगा सकते हैं अब ऐसे कई प्लेसमेंट टूल आ गए हैं जो वास्तव में अलग अलग ब्लॉक के लिए स्थान का पता लगाने के लिए फोर्स डायरेक्टिव प्लेसमेंट के आधार पर इस तरह के हेयुरिस्टिक का उपयोग करते हैं तो इसके साथ हम इस व्याख्यान संख्या 13 के अंत में आते हैं धन्यवाद